तो मान लें कि V s स्टेप किसी भी तरह से 0 से 5 वोल्ट तक जाता है V c कैसा दिखता है तो V s 0 से 5 वोल्ट तक जाता है V c 0 है यह इस कपैसिटर की प्रारंभिक स्थिति है अब हमने इसे बिना कैपेसिटर C1 के किया है कैपेसिटर C पर वोल्टेज क्या है स्टेप वोल्टेज लागू करने के ठीक बाद V c का वैल्यू क्या है तो V c of फिर से इससे पहले कि मैं कुछ भी करूं Vc 0 वोल्ट है अब मेरा सवाल यह है कि स्टेप वोल्टेज लागू करने के ठीक बाद V c का वैल्यू क्या है अब पहले हमने कहा था कि कैपेसिटर वोल्टेज पिछले सर्किट में नहीं जा सकता है और फिर हमने कहा कि यह 0 है तो सबसे पहले हमारे पास इस कपैसिटर में भी वोल्टेज है तो इससे पहले कि आप स्टेप वोल्टेज लागू करें Vc1 of 0 का वैल्यू 0 है और Vc 0 of 0 का भी वैल्यू 0 है अब यदि आप कहते हैं कि यह वोल्टेज बिल्कुल नहीं बदलता है तो अन्य वोल्टेज बदल जाएगा वही तर्क लागू नहीं होता है तो समाधान क्या है आप यहां इस मुद्दे को समझे V c स्टेप के ठीक बाद 0 पर नहीं रह सकता है तो यह क्या होना चाहिए आप वैल्यू का पता कैसे लगाएंगे प्रारंभ में आइए हम इन दो प्लेटों में 0 जोड़ेंगे और R से आने वाली कोई भी करंट फाइनाइट होगी और यह इन चीजों को तुरंत नहीं बदल सकती है तो कोई भी तात्कालिक परिवर्तन केवल इस प्लेट के चार्ज से उस प्लेट के चार्ज में जा कर ही आ सकती है देखिए पहले मैंने कहा था कि यदि आप मान लें कि उछालन के बाद भी Vc 0 है इसका मतलब है कि इसमें से एक फाइनाइ करंट ही गुजर रही थी लेकिन तब यह V c 1 जो शुरू में 0 था इस कपैसिटर के पार वोल्टेज 5 वोल्ट में बदल गया होगा इसलिए इसका मतलब है कि वहाँ इनफिनिट करंट था इसलिए उन दोनों को बैलेंस नहीं किया जा सकता है मेरा मतलब है कि यदि आप यहां KCL इक्वेशन की कल्पना करते हैं तो रेजिस्टेंस के माध्यम से करंट परिमित है इस कपैसिटर के माध्यम से करंट परिमित है और इसके माध्यम से करंट फाइनेंट है जो कि संतुलित नहीं होगी तो एकमात्र समाधान वह है जहाँ यह V c कुछ मात्रा में बदलता है लेकिन V s के समान नहीं है अत V c और V c1 दोनों में एक तात्क्षणिक परिवर्तन होता है तो इनफिनिट करंट जो वास्तव में वहां जा रहा हैजो वास्तव में एक चार्ज पैकेट है जो C1 में जा रहा है जो कि उस पॉइंट पर KCL संतुष्ट करेगा इसके बारे में सोचने का एक और तरीका यह है कि यह d v s by d t जो निश्चित रूप से यहाँ इनफिनिट है तो इसके लिए भी इनफिनिट अनंत वैल्यू रखने से ही इसे संतुलित किया जा सकता है इसका मतलब है कि Vc को उछलना है क्या यह स्पष्ट है अब यह कितना उछलेगा इसलिए हमने पहले ही निष्कर्ष निकाला है कि C 1 और C दोनों के वोल्टेज उछलेंगे इसलिए इसका मतलब है कि C1 और C दोनों के माध्यम से करंट उस पल में अनंतइनफिनिट हैं पहले नहीं बाद में नहीं बल्कि उस पल में लेकिन R के माध्यम से करंट सीमित होगा इसलिए जहां तक KCL का संबंध है हमारे पास फाइनेट कंट्रीब्यूशन है और दो अनंतइनफिनिट हैं इसलिए हम पूरी तरह से रेसिस्टेन्स की उपेक्षा कर सकते हैं तो अनिवार्य रूप से आप एक स्टेप के लिए हल कर सकते हैं इस नेटवर्क को रेजिस्टेंस को हटाकर लागू करें जहां शुरू में इस पर चार्ज 0 है और इस पर चार्ज 0 है और स्पष्ट रूप से अगर बाद में स्टेप मान लें कि यह V c बन जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए अंकन 0 है इसलिए स्टेप के तुरंत बाद इस पर चार्ज 0 का C × V c होगा और इस पर चार्ज 0 V s का C 1 × V c होगा यह इस प्लेट का चार्ज है और उन दोनों को बराबर और विपरीत होना है उन दो चार्जो का योग मेरा मतलब है कि चार्ज इन प्लेटों से कहीं और नहीं जा सकता है इसलिए उन दोनों का योग अभी भी 0 के बराबर होना चाहिए इसलिए यदि आप इस के योग को 0 के बराबर करते हैं तो आप क्या प्राप्त करेंगे V c of 0 V s C 1 by C 1 C 2 कुछ कैपेसिटी डिवीडर× इनपुट स्टेप अब यह केवल स्टेप की गणना के लिए ही अच्छा है उसके बाद निश्चित रूप से R के माध्यम से करंट तस्वीर को बदल देगा तो मान लें कि C 3 नैनोफ़ारड है और C 1 2 नैनोफ़ारड है तो कदम क्या है की ओर तो यह 2 वोल्ट तक कूद जाएगा उसके बाद क्या होता है आपको क्या लगता है क्या होगा स्थिर अवस्था पर पहुंचने पर C पर अंतिम मान क्या होता है जब संधारित्रों में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है जो आपको लगता है कि अंतिम मान 5 वोल्ट है इसलिए कि आप y के बिना किसी करंट की कल्पना कर सकते हैं आप कैपेसिटर को सर्किट खोल सकते हैं तो आपके पास V s सभी V s यहां दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में सोचने का एक और तरीका समीकरण से है सभी व्युत्पन्न शब्द बंद हो जाएंगे और V c V s के बराबर होगा तो यह एक एक्स्पोनेंशियलके साथ 5 वोल्ट तक रेंगता है और समय स्थिर क्या होगा मान लीजिए कि R 1 किलो ओम1 kilo Ω है टाइम कांस्टेंट क्या है 5 माइक्रो सेकेंड 5 नैनोफारड × 1 किलो Ω जो कि 5 माइक्रो सेकेंड है इसलिए कैपेसिटर वेवफॉर्म में असंतुलन होना संभव है यदि आप चरणों को लागू करते हैं और यह तभी होगा जब आपके पास वोल्टेज सोर्स हो कैपेसिटर में या कैपेसिटर के सीरीज कॉन्बिनेशन में वोल्टेज सोर्स हो दूसरे शब्दों में यदि आपके पास केवल कैपेसिटर और वोल्टेज सोर्स वाले लूप हैं तो उनका उछलना संभव है क्योंकि किसी भी परिमित करंटफॉइनाइट करंट के साथ हम एक कैपेसिटर के माध्यम वोल्टेज में बदलाव नहीं ला सकते हैं यह केवल एक इनफिनिटकरंट के साथ ही आप ऐसा कर सकते हैं यदि आप एक कैपेसिटर लेते हैं और उस पर एक वोल्टेज लगाते हैं तो स्पष्ट रूप से वह इनफिनिटकरंट खींच लेंगे और फिर कैपेसिटर वोल्टेज वोल्टेज स्रोतों में बदल जाएगा इसी तरह यदि आपके पास वोल्टेज स्रोत और कैपेसिटर का लूप है तो वह भी इसी तरह होगा विद्यार्थी हम Vc1 को भी इवेलुएट कर सकते हैं C1 कैपेसिटर के माध्यम से विद्यार्थी हम V c 1 का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कैपेसिटर C 1 के आर पार वोल्टेज तो यह 3 वोल्ट तक कूद जाएगा और अंतिम वैल्यू क्या है 0 तोवेवफार्म का क्या होता हूं इसमें टाइम भी कांस्टेंट रहेगा जो कि 5 माइक्रो सेकेंड है तो इसे देखते हुए मैं लिख सकता हूं कि यह इक्वेशन 3 वोल्ट एक्सपोनेंशियल t है 5माइक्रो सेकंड्स और ब्लू स्टफ के लिए इक्वेशन होगा ५ वोल्ट ३ वोल्ट एक्सपोनेंशियल यह 5 वोल्ट नहीं है क्योंकि अगर यह 5 वोल्ट है इसका मतलब है यह 0 से शुरू होता है परंतु यह 2 वोल्ट से शुरू हुआ है तो यह 5 वोल्ट 3 वोल्ट एक्सपोनेंशियल t by 5 माइक्रो सेकेंड है